पिछले व्याख्यानों में हमने IoT और IIoT के अनुप्रयोगों को खाद्य और कृषि स्वास्थ्य सेवा जैसे विभिन्न अनुप्रयोग डोमेन में देखा है हम आगे भी इसे जारी रखने जा रहे हैं और हम विभिन्न अन्य अनुप्रयोगों बिजली क्षेत्र में IoT और IIoT के अनुप्रयोगों को विशेष रूप से बिजली संयंत्रों में देखने जा रहे हैं इसलिए केवल एक पुनर्कथन के रूप में जब हम IIoT के बारे में बात करते हैं तो मूल रूप से यह विनिर्माण या बिजली क्षेत्र में पारंपरिक ऑपरेशन तकनीक के साथ सूचना प्रौद्योगिकी का एकीकरण है तो IT OT अभिसरण IIoT की विशेषता है इसलिए यहां पावर प्लांट में भी हम उसी चीज का अनुभव करने जा रहे हैं तो आइए बिजली क्षेत्र में IoT समाधानों को अपनाने के कुछ फायदों पर ध्यान दें इसलिए मूल रूप से जब हम IIoT के बारे में एक बार फिर से बात कर रहे हैं तो हम स्मार्ट उपकरणों के बारे में बात कर रहे हैं ऐसे उपकरण जो सेंसर से लैस हैं एकचुएटर से लैस हैं और इन स्मार्ट उपकरणों के बीच आंतरिक रूप से और इनमें से प्रत्येक के बीच इन उपकरणों में से प्रत्येक में कनेक्टिविटी है बाहरी दुनिया के लिए वह आंतरिक नेटवर्क तो मूल रूप से क्या होता है इन पावर सेक्टर IIoT सक्षम उपकरणों से बिजली संयंत्रों के मामले में इन IIoT सक्षम उपकरणों से डेटा एकत्र किया जाता है और उत्पादकता में सुधार संचालन की दक्षता में सुधार के लिए इन आंकड़ों को आगे के विश्लेषण के लिए भेजा जाता है कार्यबल बिजली संयंत्रों पर काम कर रहा है इसलिए अनिवार्य रूप से जो होने जा रहा है वह रिमोट मॉनिटरिंग और रिमोट कंट्रोल भी हो सकता है यह बहुत महत्वपूर्ण है रिमोट मॉनिटरिंग ठीक है लेकिन इन बिजलीघरों में काम करने वाले विभिन्न उपकरणों की विभिन्न मशीनरी का रिमोट कंट्रोल भी सुनिश्चित करना होगा इसलिए अनिवार्य रूप से जो हो रहा है वह इन विभिन्न स्मार्ट बिजली उपकरणों से है जो सेंसर उनके अंदर एम्बेडेड हैं वे विभिन्न प्रकार के डेटा उनके स्वास्थ्य के बारे में डेटा तापमान के बारे में डेटा इन विभिन्न मशीनरी के ऑपरेटिंग स्थिति आदि को इकट्ठा करने जा रहे हैं और इन डेटा को इस कनेक्टेड सिस्टम के माध्यम से नेटवर्क में आगे की प्रक्रिया के लिए क्लाउड पर भेजा जा रहा है क्लाउड पर रिमोट एन्ड का प्रयोग किया जा सकता है तो आइए हम बिजली क्षेत्र में IIoT के उपयोग के उनके विभिन्न लाभों पर ध्यान दें इसलिए यदि हम पावर सेक्टर में IoT और IIoT के लाभ या समावेश या एकीकरण की सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो यही होगा इसलिए हम इन विभिन्न लाभों को प्राप्त करने जा रहे हैं हम अंत उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी का लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं और यह संभव होगा क्योंकि बिजली क्षेत्र में अनिवार्य रूप से हम इन विभिन्न मशीनरी के बारे में बात कर रहे हैं जैसे ट्रांसफॉर्मर मशीनरी विभिन्न मोटर्स और अलग अलग अन्य पावर सिस्टम मशीनरी हो सकती हैं जो मूल रूप से एक साथ जुड़ी हो सकती हैं तो ये मशीनरी नंबर एक है इन विभिन्न मशीनरी के बीच कनेक्टिविटी ऊर्जा या बिजली के संचारण में मदद कर सकती है जो परंपरागत रूप से सभी बिजली संयंत्रों में है सभी पारंपरिक बिजली संयंत्रों में ऊर्जा के संचारण की क्षमता है ऊर्जा का संचारण शायद विभिन्न ग्रिड माइक्रो ग्रिड और उपभोक्ता के माध्यम से अंत उपभोक्ता उपकरणों स्टेशन सबस्टेशन उपभोक्ताओं के घरों और कार्यालयों में किया जा सकता है तो इन सभी कनेक्टिविटी से पारंपरिक बिजली संयंत्र में बिजली के संचरण में मदद मिलती है तो वह वहां है लेकिन IIoT के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या IoT को एकीकृत करना भी संभव है तो यह मूल रूप से इन बिजली मशीनरी के बीच होने वाले 2 प्रकार के संचार में मदद करेगा एक संचार बिजली का संचारण है और संचार का दूसरा रूप मूल रूप से सूचना का संचारण है जो बिजली संयंत्रों में इन विभिन्न बिजली मशीनरी से एकत्र किया जाता है तो 2 प्रकार के संचार होने जा रहे हैं इसलिए आईटी आईसीटी और IoT को शामिल करना अनिवार्य रूप से घरों और कार्यालयों में अंतिम उपभोक्ताओं को पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने में मदद कर सकता है तो वे केवल बिजली या उत्पन्न होने वाली शक्ति के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होंगे बल्कि वे इस प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार भी हो सकते हैं जिससे कई चीजें हासिल की जा सकती हैं तो वो कौन सी बातें हैं इसलिए सबसे पहले बेहतर या अनुकूलित सेवाओं का आनंद उपभोक्ताओं द्वारा लिया जा सकता है उपभोक्ता ऑन डिमांड ऊर्जा के विभिन्न भारों का आनंद ले सकते हैं जो कि एक संभावना है जैसे कि अलग अलग संभावनाएं हैं आईटी आईसीटी और आईओटी के एकीकरण के माध्यम से यह भी संभव है कि पारंपरिक पावर ग्रिड के साथ ऑनलाइन डिमांड शेड्यूलिंग हो तो ऑनलाइन डिमांड शेड्यूलिंग का मतलब है जैसे हम अपने घर पर कहें कि आपके पास अलग अलग उपकरण हैं इसलिए ऑनलाइन डिमांड शेड्यूलिंग के माध्यम से इन उपकरणों में से कुछ को दिन के कुछ हिस्सों में स्वायत्त रूप से संचालित करना संभव होगा और दिन के कुछ अन्य हिस्सों में अन्य उपकरणों को किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना संचालित किया जा सकता है इसलिए दिन के अलग अलग हिस्सों में होने वाली मांग व्यक्तिगत ग्राहकों से बदलने वाली है और समग्र रूप से अच्छी तरह से जब आप सभी ग्राहकों को एक साथ जोड़ लेते हैं सूक्ष्म ग्रिड और बिजली ग्रिड पर समग्र रूप से दिन भर में समय के साथ भिन्नता होती जा रही है इसलिए पारंपरिक बिजली ग्रिड के साथ आईटी आईओटी और आईसीटी के एकीकरण के साथ ऑनलाइन डिमांड शेड्यूलिंग संभव होगा अन्य संभावनाएं हैं कि हमें ब्लैक आउट की रोकथाम की अलग अलग विशेषताएं बताई जाएं स्व उपचार प्रणाली का अर्थ संभव है कि अगर सिस्टम का कुछ हिस्सा नीचे चला जाए तो सिस्टम के अन्य भाग हैं जो बिना किसी मानव हस्तक्षेप के ले सकते हैं पावर सिस्टम में भी हो सकते हैं हम स्वचालित गलती का पता लगा सकते हैं और गलती की रोकथाम यहां पर कुछ है जो आत्म चिकित्सा के साथ कैप्चर की गई है और विभिन्न अन्य चीजें जैसे कि हमें वोल्टेज डिप्स और सर्जेस की देखभाल के रूप में वोल्टेज स्थिरीकरण कहते हैं और उनकी रोकथाम भी की जा सकती है इलेक्ट्रिक वाहनों में प्लग और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके जुड़े सिस्टम में प्लग को एकीकृत करना भी संभव है मूल रूप से स्व अनुकूलित प्रणाली होना भी संभव है तो स्व अनुकूलित का मतलब है अगर कुछ समय में सुधार किया जा सकता है तो उन डेटा के आधार पर संचालन में सुधार किया जा सकता है जो सेंसर से एकत्र किए गए हैं जो इन विभिन्न बिजली मशीनरी से एकीकृत हैं तो समय की अवधि में उस डेटा का विश्लेषण मशीनरी के संचालन की प्रक्रियाओं के अनुकूलन में मदद कर सकता है और इसी तरह स्वयं का अनुकूलन भी संभव है बिजली प्रणाली के साथ IIoT के एकीकरण से कई अलग अलग लाभ मौजूद हैं तो अब हम आगे देखते हैं और पावर प्लांट में IIoT के विभिन्न ड्राइवरों को समझने की कोशिश करते हैं तो ये ड्राइवर क्या हैं हमने देखा है कि पारंपरिक विद्युत प्रणाली बिजली प्रणाली और उनकी एकीकरण कनेक्टिविटी न केवल बिजली संचारित करने के लिए बल्कि एक बिजली संयंत्र में इन विभिन्न घटकों के बीच और बाहरी दुनिया के लिए इन विभिन्न घटकों से बाहरी रूप से भी सूचना प्रसारित करने के लिए है यह वही है जो मूल रूप से IIoT सक्षम पावर सिस्टम में दिखता है तो अलग अलग हैं इसलिए इस कनेक्टिविटी के लिए हमें कम लागत वाले शक्तिशाली चिप्स वाई फाई सक्षम चिप्स कैमरा सेंसर विभिन्न अन्य सेंसर एक्सेलेरोमीटर आदि की आवश्यकता होती है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है ये ड्राइवर के रूप में काम करने वाले अंतिम उपकरण हैं फिर आईपी 3 जी 4 जी 5 जी प्रौद्योगिकियों पर उपयोग के रूप में मानकीकरण किया जाता है सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी का मानकीकरण आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस का उपयोग क्लाउड कंप्यूटिंग आदि का उपयोग करना और समग्र रूप से विभिन्न शीर्षों पर विभिन्न लेयर्स का समर्थन करने वाले एकीकृत अनुप्रयोग ये एआई और एमएल समर्थित अनुप्रयोग या शायद अन्य अनुप्रयोगों के साथ साथ इसके बाद भी हमारे पास क्लाउड लेयर है जो आवेदन लेयर के नीचे पायी जाती है हमारे पास एक फोग की लेयर हो सकती है हमारे पास तब डिवाइस की लेयर फ़ील्ड की लेयर और और इसी प्रकार की अन्य लेयर हो सकती है तो ये सभी अलग अलग लेयर्स संभव हैं तो आइए देखें कि स्मार्ट ग्रिड में आर्किटेक्चर कैसा दिख रहा है तो यह एक स्मार्ट ग्रिड है जो कि पारंपरिक बिजली संयंत्र के साथ IIoT के एकीकरण के माध्यम से होने जा रहा है तो हम एक स्तरित वास्तुकला की तरह जा रहे हैं आमतौर पर एक 3 स्तरित वास्तुकला की तरह जहां नीचे की लेयर पर हम इस संवेदन के लिए जा रहे हैं तो यह हमारी संवेदन या धारणा की लेयर है इस परत में अलग अलग सेंसर आरएफआईडी कैमरा ऑडियो डिवाइस और कई सारे उपकरण होंगे तो इन सेंसर सक्षम मशीनरी से एकत्र किए गए डेटा विभिन्न प्रकार के प्रवेश द्वार से गुजरने वाले हैं कुछ द्वार उद्यम की आवश्यकता का ध्यान रखेंगे इसलिए एंटरप्राइज गेटवे हमारे पास सामान्य प्रवेश द्वार हो सकते हैं हमारे पास घर के ग्राहकों के लिए घर के प्रवेश द्वार आदि हो सकते हैं इसलिए हमारे पास सभी विभिन्न प्रकार के संचार हैं तो यह मूल रूप से हमारे प्रवेश द्वार हैं इसलिए इन गेटवे के माध्यम से डेटा को नेटवर्क लेयर पर भेजा जा रहा है नेटवर्क लेयर में हमारे पास अलग अलग नेटवर्क टेक्नॉलॉजी जैसे वायरलेस नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क सैटेलाइट नेटवर्क और किसी भी अन्य प्रकार के नेटवर्क हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं और अंत में इस लेयर से यह डेटा इम्प्लीमेंटेशन लेयर को प्राप्त करने जा रहा है स्मार्ट कार्यालयों स्मार्ट घरों के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवेदन इलेक्ट्रिक वाहनों में प्लग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में प्लग आदि का समर्थन करना स्मार्ट ट्रांसमिशन के लिए एप्लिकेशन और बीच में हम इस क्लाउड और फोग को लागू कर सकते हैं तो फोग के कार्यान्वयन को इस संवेदन के करीब किया जा सकता है इसलिए फोग का कार्यान्वयन यहाँ पर हुआ है तो क्लाउड का मूल रूप से कार्यान्वयन आवेदन लेयर के ठीक नीचे किया जा सकता है तो यह है कि एक IIoT सक्षम विद्युत पावर ग्रिड कैसा दिखता है और यह हमारा स्मार्ट ग्रिड है तो ये अलग अलग ड्राइवर हैं जिनके बारे में हमने बात की और फिर डिजिटल पावर प्लांट के फायदों के बारे में बात की एक डिजिटल पावर प्लांट दक्षता बढ़ाने में मदद कर सकता है इसलिए हमारे पास स्मार्ट ग्रिड हो सकते हैं जो इन उपकरणों के स्वचालन में मदद कर सकते हैं उनके बीच कनेक्टिविटी दक्षता में वृद्धि मानव संसाधन जनशक्ति की भागीदारी को कम करने में मदद मिल सकती है इसलिए दक्षता में समग्र सुधार इन डिजिटल पावर प्लांट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है लागत में कमी हो सकती है क्योंकि हम कम मानव संसाधनों के बारे में बात कर रहे हैं तो स्वचालित उपकरणों को तैनात किया जाएगा और आप जनशक्ति को कम कर सकते हैं जिसके फलस्वरूप कम मजदूरी आदि फायदे शामिल हैं और कम ईंधन कम रखरखाव आदि भी हो सकते है तो ये अलग अलग कटौती हैं जो बिजली संयंत्र के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी के समावेश के माध्यम से हो सकती हैं अन्य विशेषताओं में विभिन्न टर्बाइनों पवन टरबाइनों रिमोट मॉनिटरिंग के प्रदर्शन में सुधार होगा इसलिए इन सभी में बेहतर प्रदर्शन रिमोट कंट्रोल रिमोट मॉनिटरिंग संभव हो सकता है और ऊर्जा की मांग भी कम हो सकती है तो यह मूल रूप से उपयोगकर्ताओं को एक कुशल तरीके से वास्तविक समय में ऊर्जा का उपयोग करने का तरीका जानने में मदद करेगा इसलिएये डिजिटल पावर प्लांट के विभिन्न लाभ हैं इसलिए आर्किटेक्चर रूप से ये एक IIoT इनेबल्ड पावर प्लांट के विभिन्न घटक हैं तो हमारे पास ये सभी अलग अलग कॉम्पोनेन्ट एज डिवाइस हब और गेटवे होंगे फिर हमारे पास क्लाउड आदि के रूप में स्टोरेज हो सकता है फिर डेटा एनालिटिक्स का विश्लेषण शायद क्लाउड पर हो सकता है और फिर संबंधित क्रियाओं को शायद किसी प्रकार का फीडबैक नियंत्रण भेजना होगा वांछित मशीन में कुछ घटकों को नियंत्रित करने के लिए मशीनरी को एक प्रतिक्रिया संकेत भेजा जाएगा तो ये एक स्मार्ट पावर प्लांट की वास्तुकला के विभिन्न घटक हैं तो IIoT परिपक्वता मॉडल बिजली क्षेत्र में इन सभी अलग अलग लेयर्स से गुजरा है इसलिए यह निगरानी के साथ शुरू होता है निगरानी बहुत सरल है क्योंकि यदि आपके पास कनेक्टेड सेंसर एक्ट्यूएटर की मदद लेनी होगी और नियंत्रण के लिए मूल रूप से आपको सिग्नल भेजने की आवश्यकता होगी मशीन या मशीन में एक घटक के लिए यह एक प्रतिक्रिया संकेत है इसलिए निगरानी नियंत्रण IIoT के एकीकरण और समय समय पर प्राप्त होने वाले डेटा का उपयोग या विश्लेषण करके अनुकूलन संभव है ऑटोनोमस समग्र रूप से सभी प्रकार से ऑटोनोमस रूप प्राप्त किआ जा सकता है जो कि डिवाइस स्तर सिस्टम स्तर और आवेदन स्तर पर लाभ प्रदान कर सकता है तो ऑटोनोमस रूप के सभी स्तर संभव होंगे इसलिए यह IIoT परिपक्वता मॉडल है संचार नेटवर्क के संदर्भ में क्योंकि स्मार्ट ग्रिड या स्मार्ट पावर प्लांट में संचार नेटवर्क मुख्य है इसलिए संचार नेटवर्क के अलग अलग हिस्से होते हैं तो ये इन अलग अलग हिस्सों में से कुछ हैं यह अच्छी तरह से ज्ञात होम एरिया नेटवर्क है जो मूल रूप से घर में IoT डिवाइस है और इन संचार तकनीकों जैसे कि Zigbee 6LowPan और अक्सर उपयोग किया जाता है और ये विभिन्न मानक और प्रौद्योगिकियां हैं जिनके बारे में हमने पहले ही एक परिचयात्मक विस्तार से चर्चा की है IoT पर व्याख्यान किया है तो यह कुछ ऐसा है जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसलिए होम एरिया नेटवर्क के बाद हमारे पास यह कभी भी पड़ोस क्षेत्र नेटवर्क नहीं होगा इसे संक्षेप में LAN भी कहा जाता है और इसलिए यह विशेष नेटवर्क मूल रूप से वितरण डोमेन की नेटवर्किंग में वितरण डोमेन के बारे में बात करता है तो स्मार्ट उपकरणों से एकत्र किए गए डेटा को फिर पड़ोस के क्षेत्र नेटवर्क में गेटवे पर भेजा जाता है इसलिए पड़ोस क्षेत्र नेटवर्क मूल रूप से वितरण प्रणाली की चिंता करता है तो मूल रूप से ये स्मार्ट डिवाइस गेटवे पर डेटा भेजने जा रहे हैं और यह मूल रूप से पड़ोस के क्षेत्र नेटवर्क का दायरा है फ़ील्ड एरिया नेटवर्क जिसे FAN के रूप में भी जाना जाता है यह मूल रूप से वितरण डोमेन नेटवर्क की चिंता करता है लेकिन यहां इसमें नियंत्रकों नियामकों डेटा कलेक्टरों आदि की कनेक्टिविटी और आमतौर पर वाईमैक्स 3 जी 4 जी जैसे व्यापक क्षेत्र वायरलेस तकनीक शामिल हैं इनका उपयोग किया जाता है और वायर्ड नेटवर्क के लिए ईथरनेट का भी उपयोग किया जाता है और फिर हमारे पास पारंपरिक नेटवर्क में यह पारंपरिक विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क और संचार तंत्र है तो ये विभिन्न संचार नेटवर्क हैं जो एक स्मार्ट पावर प्लांट में पाए जाते हैं इसलिए अगर हम स्मार्ट ग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं तो बिजली का प्रवाह है यह पारंपरिक है जो पहले से ही वहां है तो शक्ति का प्रवाह वितरण और खपत इकाइयों को संचरण के माध्यम से पीढ़ी स्टेशन से शुरू होकर बिजली इस तरह से बहती है पावर सिस्टम मूल रूप से ट्रांसफार्मर की स्थापना करता है फिर ट्रांसफार्मर को ऊपर उठाता है ट्रांसफार्मर के नीचे कदम रखता है और गेटवे के माध्यम से ऊर्जा भेजता है यह बिजली व्यवस्था है और तीसरा घटक मूल रूप से यह सूचना प्रवाह है व्यापक क्षेत्र नेटवर्क पड़ोस क्षेत्र नेटवर्क और गृह क्षेत्र नेटवर्क के माध्यम से तो ये स्मार्ट पावर सिस्टम में स्मार्ट ग्रिड के ये 3 अलग अलग घटक हैं इसलिए सूचना प्रवाह विद्युत प्रवाह और बिजली प्रणाली एक साथ मिलकर एक स्मार्ट ग्रिड पहुंचाने के लिए समग्र रूप से काम करते हैं इसलिए बिजली संयंत्रों में IIoT के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न तकनीकों जैसे कि डिजिटल ट्विन्स आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन स्मार्ट पंपिंग का प्रयोग किया जाता है फिर स्मार्ट बॉयलर स्मार्ट वॉटर मॉनिटरिंग आदि में इसका प्रयोग किया जाता है तो इन सभी विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों का उपयोग अक्सर किया जाता है स्मार्ट मीटरिंग के लिए अवधारणा बिल्डिंग ऑटोमेशन भी काफी लोकप्रिय हैं स्मार्ट मीटरिंग अवधारणा के माध्यम से प्राप्त की जाती है तो स्मार्ट मीटर की तैनाती मूल रूप से भारत में हमारे देश भर में पहले ही हो चुकी है इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों में स्मार्ट मीटर पहले से ही उपयोग में हैं और विशेष रूप से अन्य देशों में भी स्मार्ट मीटर काफी व्यापक रूप से बिल्डिंग ऑटोमेशन स्मार्ट फोन स्मार्ट ऑफिस आदि का उपयोग करते हैं इसलिए मूल रूप से आप दूर से भवन की स्थिति की निगरानी करना चाहते हैं स्मार्ट बिल्डिंग में ऐसे सेंसर लगे होंगे जो लिफ्ट लाइटिंग सिस्टम अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आदि से लैस होंगे और वे सभी इंटरनेट से कनेक्ट और मॉनिटर किए जाने वाले हैं SCADA आधारित नियंत्रण पर्यवेक्षी नियंत्रण पर्यवेक्षी डेटा अधिग्रहण और SCADA आधारित बिजली संयंत्र अब एक वास्तविकता हैं इसलिए डेटा को संसाधित करने के लिए SCADA सॉफ़्टवेयर का उपयोग या परिनियोजन किया जाता है तब उपयोगकर्ता विभिन्न निर्णय लेने के लिए डेटा का विश्लेषण करते हैं और इस निर्णय को स्वचालित भी किया जा सकता है निर्णय लेने को स्वचालित बनाने के लिए विभिन्न नियमों को लागू किया जा सकता है और प्रणाली पूरी तरह से स्वायत्त है AMI एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें मूल रूप से संपूर्ण बुनियादी ढांचा शामिल है स्मार्ट मीटर संचार नेटवर्क आदि स्मार्ट मीटर ऊर्जा के संग्रह में मदद करते हैं ऊर्जा आपूर्ति पानी की आपूर्ति आदि के बारे में जानकारी का संग्रह हम किस वितरण नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम पारंपरिक ऊर्जा वितरण के बारे में बात कर रहे हैं तो उन में मीटर का वितरण करें तो यह स्मार्ट एनर्जी मीटर है यदि हम जल क्षेत्र जल वितरण नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं तो हम स्मार्ट वॉटर मीटर के बारे में बात कर रहे हैं तो इस बात पर ध्यान दिए बिना कि एएमआई और विशेष रूप से स्मार्ट मीटर इस विशेष अवधारणा के कार्यान्वयन के लिए मुख्य हैं बिजली लाइन पर संचार नेटवर्क ब्रॉडबैंड निश्चित रेडियो आवृत्ति ये कुछ संचार माध्यम हैं जो इस मीटरिंग बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के लिए उपयोग किए जाते हैं स्मार्ट मीटर डेटा अधिग्रहण प्रणाली जो मूल रूप से MDAS है MDAS मूल रूप से स्मार्ट मीटर से डेटा को इकट्ठा करने में मदद करता है और मीटर डेटा प्रबंधन प्रणाली जो एमडीएमएस है यह एमडीएमएस मूल रूप से उन आंकड़ों का विश्लेषण करने में मदद करता है जो इन स्मार्ट मीटरों से एकत्र किए जाते हैं तो बिजली क्षेत्र के विभिन्न भागों में बिजली क्षेत्र में IIoT न केवल बिजली संयंत्रों में बल्कि उपभोग बिंदु IIoT के कार्यान्वयन तक शुरू होने वाली पीढ़ी के बिंदुओं से लेकर विभिन्न प्रक्रियाओं को समग्र रूप से स्मार्ट बनाने में मदद कर सकता है इसलिए कुशल पावर ग्रिड सिस्टम डेटा को एकत्र करने में मदद करेगा सेंसर संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए सेंसर से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करते हैं और फिर बिजली प्रणाली के समग्र सुधार और बिजली के उपयोग में कमी के लिए स्वचालित निर्णय लेते हैं सेंसर से जो डेटा एकत्र किया जाता है वह विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों मशीन सीखने की तकनीकों और विभिन्न एआई तकनीकों और इसी तरह के कार्यान्वयन के माध्यम से विभिन्न भविष्यवाणियों को करने में मदद कर सकता है जल क्षेत्र में IIoT का उपयोग जल वितरण प्रणाली में तैनात स्मार्ट सेंसर से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करके पानी को बचाने के लिए भी किया जा सकता है IoT सेंसर पानी के दबाव पानी की गुणवत्ता आदि को ट्रैक कर सकते हैं इसलिए मैंने आपको पहले ही एक पिछले व्याख्यान में एक मॉडल जल वितरण प्रणाली की तैनाती में से एक दिखाया है और कैसे एक SCADA आधारित निगरानी प्रणाली प्राप्त करने में मदद कर सकती है और मात्रा के बारे में विचार कर सकती है और उस जल वितरण प्रणाली के विभिन्न जंक्शनों से बहने वाले पानी की सैद्धांतिक रूप से गुणवत्ता भी इसलिए पानी रिसाव की भविष्यवाणी फिर पानी के उपयोग का अनुकूलन इन सभी चीजों को मूल रूप से पानी के क्षेत्र में IIoT की तैनाती के साथ किया जा सकता है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में इसी तरह IIoT की तैनाती से दक्षता में सुधार करने में मदद मिल सकती है यह अलग अलग पवन पैदा करने वाले टरबाइनों को दूर से नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है इन्हें कुछ नियंत्रण स्टेशन से नेटवर्क पर दूरस्थ रूप से नियंत्रित किया जा सकता है इसलिए दोनों निगरानी के साथ साथ नियंत्रण एक IIoT तैनात पवन ऊर्जा मंच में किया जा सकता है तो पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा और साथ ही IoT आधारित सौर ऊर्जा क्षेत्र के सेंसर नियंत्रण कक्ष से प्रदर्शनों की निगरानी करेंगे एकत्रित डेटा को विश्लेषण करने के लिए क्लाउड सर्वर पर भेजा जाएगा और यह IoT डिवाइस की समस्या को समझने में मदद करेगा चाहे वह हार्डवेयर संबंधी समस्या हो या नेटवर्क संबंधी समस्या तो कुल मिलाकर सौर ग्रिड को एक अनुकूलित फैशन में अधिक कुशलता से प्रबंधित किया जा सकता है इसलिए पावर प्लांट में IIoT के कार्यान्वयन की अलग अलग चुनौतियाँ हैं सुरक्षा के मुद्दे हैं क्योंकि अब हम केवल उस ऑपरेशनल तकनीक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो ऊर्जा के संचरण विद्युत् के संचरण की बात कर रही है लेकिन अब हम भी बात कर रहे हैं जानकारी के प्रसारण के बारे में एकत्र किए गए डेटा के प्रसारण के बारे में इसलिए डेटा की सुरक्षा व्यक्तियों की गोपनीयता ये सभी अलग अलग मुद्दे हैं जिन्हें पारंपरिक बिजली आपूर्ति के साथ नेटवर्क और संचार के एकीकरण के माध्यम से विचार करना होगा तो कम बिजली उपकरणों IoT उपकरणों संसाधन बाधा ऊर्जा की कमी बैटरी शक्ति आदि पर भी हमें विचार करना होगा इसलिए इन सभी अलग अलग विशेषताओं और चुनौतियों पर हमने पहले चर्चा की है ये सुरक्षा मुद्दों के कार्यान्वयन को भी चुनौती देंगे तो स्केलेबिलिटी के मुद्दे भी हैं इसलिए समय के साथ उपकरणों की संख्या बढ़ने वाली है तो यह मूल रूप से डेटा बैंडविड्थ में वृद्धि की आवश्यकता होगी जो स्वयं एक चुनौती है इसलिए ये कम बिजली उपकरणों वाले सुरक्षा गोपनीयता के संबंध में चुनौतियों के इन व्यापक वर्गीकरणों में से कुछ हैं बदले में उनकी सुरक्षा और IoT से जुड़े उपकरणों की संख्या बढ़ाने के मामले में स्केलेबिलिटी का भी ध्यान रखना होगा नेटवर्क का निर्धारण भी महत्वपूर्ण है हम क्लाउड के साथ एकीकरण के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन डेटा को क्लाउड में भेजने और इसे वापस पाना भी नेटवर्क के निर्धारण से ही जुड़ा एक मुद्दा है इसलिए ये सभी मूल रूप से प्रसंस्करण विलंब को लगभग 200 मिलीसेकंड या उससे भी अधिक बढ़ा देते हैं और यह मूल रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया में समग्र दक्षता को कम कर देता है और परिणामस्वरूप विभिन्न नियंत्रण क्रियाएं करता है गैर मानक प्रोटोकॉल गैर मानक प्रमाणीकरण तंत्र गैर मानक सुरक्षा तंत्र आदि के कार्यान्वयन के संबंध में खराब डिजाइनिंग इसलिए ये बिजली संयंत्रों में IIoT के कार्यान्वयन की कुछ अन्य मौजूदा चुनौतियाँ हैं इसलिए हम इस विशेष व्याख्यान के अंत में आते हैं हमने बिजली क्षेत्र में IIoT और IoT के कार्यान्वयन के लाभों और विशेषताओं पर प्रकाश डाला है हमने देखा है कि कई अलग अलग प्रकार के लाभ हैं लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं हमने बिजली संयंत्रों में IoT के कार्यान्वयन या तैनाती के लिए समग्र वास्तुकला पर भी ध्यान दिया है और समग्र रूप से बिजली क्षेत्र जो मूल रूप से विभिन्न मशीनरी और आपूर्ति श्रृंखला का ध्यान रखता है बिजली के उत्पादक बिंदु से खपत बिंदु तक इसलिए पूरी श्रृंखला के स्वचालन का ख्याल रखना बिजली क्षेत्र में IIoT तैनाती में चिंता का विषय है तो ये अलग अलग संदर्भ हैं धन्यवाद